नमस्कार और CAD टूल का उपयोग करके मिक्सर डिजाइन में आपका स्वागत है जो NI AWR है हम इस व्याख्यान में डिजाइन के साथ जारी रखेंगे vlcsnap 2018 09 20 14h51m06s318 अगला भाग हम RF LO आइसोलेशन सर्किट को डिजाइन करना चाहते हैं विभिन्न ऑप्शन उपलब्ध हैं आप कपलिंग स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं या आप पावर कॉम्बिनर का उपयोग कर सकते हैं याद रखें कि पावर कॉम्बिनर्स के 2 पोर्ट एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं इसी तरह कपलिंग स्ट्रक्चर के 2 पोर्ट को एक दूसरे से आइसोलेट किया जा सकता है जिसके आधार पर आप जिस कपलिंग स्ट्रक्चर का उपयोग करने जा रहे हैं इस विशेष मामले में हम एक सिंपल पावर कॉम्बिनर का उपयोग RF LO आइसोलेटर सर्किट के रूप में करेंगे तो फिर से स्कीमैटिक राइट क्लिक नए स्कीमैटिक RF LO आइसोलेटर एलिमेंट को बनाएं और माइक्रोस्ट्रिप पावर डिवाइडर पर जाएं आप विल्किंसन इक्वल पावर स्प्लिट चिप रेसिस्टर देख सकते हैं आप इस को सिलेक्ट कर सकते हैं vlcsnap 2018 09 20 14h54m05s047 यह याद रखेगा कि विल्किंसन पावर डिवाइडर हमने अध्ययन किया है तो ये ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो यहां से भी दर्ज किए जा सकते हैं लेकिन इसका अर्थ आपको इस विंडो से ही देखना होगा तो W पोर्ट 1 2 3 पर फीडिंग लाइन की चौड़ाई है जो 50 Ω की करैक्टेरिस्टिक इम्पीडेन्स लाइन होनी चाहिए इसलिए मैं इसे 2 वेरिएबल w 50 ब्रांच लाइन की चौड़ाई पर सेट करूंगा जो कि इसलिए मैं ब्रांच लाइन की लंबाई को λ 4 पर सेट करूंगा मैं इसे L क्वाड पर सेट करूंगा और R 100 Ω है क्योंकि सिस्टम इम्पीडेन्स 50 Ω है जो नहीं बदलेगा सब्सट्रेट सब 1 है ठीक है अब इस वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है w 50 238 के बराबर है अब L क्वाड LO फ्रीक्वेंसी पर λ 4 के बराबर होना चाहिए RF वैल्यू आइसोलेटर को LO फ्रीक्वेंसी पर डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि LO पावर काफी अधिक होता है और जिसे RF और IF पोर्ट में लीक होने से आइसोलेट किया जाना चाहिए इसलिए हम इस टूल का फिर से उपयोग करेंगे vlcsnap 2018 09 20 14h53m05s944 याद रखें कि लाइन का इंपोर्टेंस 707 है फ्रीक्वेंसी 375 है इलेक्ट्रिकल लेंथ 90 डिग्री है सबस्ट्रेट्स का विवरण समान रहता है कन्वर्ट आप देखते हैं कि चौड़ाई 134 है और लंबाई 148 है तो L क्वाड 148 और wb 134 है 134 L क्वाड ओके अब पोर्ट को जोड़ना पोर्ट 1 यहां पोर्ट 2 यहां और पोर्ट 3 यहां ठीक है मैं पोर्ट को RF के रूप में नाम दूंगा यह एक LO है और यह RF LO ठीक है तो हम इस विशेष सर्किट का रिस्पांस देखते हैं मैं एक नया ग्राफ बनाऊंगा मैं कहूंगा कि RF SParam RF LO आइसोलेटर टाइप रेक्टेंगुलर है नए मेजरमेंट जोड़ें सर्किट RF LO आइसोलेटर लीनियर S पैरामीटर को सिलेक्ट करेंS11 dB में और dB में S21 फिर से तो अप्लाइड S21 S11 अप्लाई करें अब स्वीप फ्रीक्वेंसी हमने स्पेसिफाई नहीं की है इसके केवल 1 और 2 GHz के रूप में आप डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं जिसे हम बाद में सेट करेंगे vlcsnap 2018 09 20 14h55m18s233 ऑप्शन पर जाएँ प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें या इसके बजाय स्कीमैटिक पर जाएँ ऑप्शनों पर क्लिक करें और इसे जांचें सिंगल पॉइंट ऑपरेशन को अनचेक करें और हम 3 से ऑपरेशन देखना चाहते हैं कहने के लिए 55 GHz 005 GHz की स्टेप फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें 51 पॉइंट प्राप्त करें और यदि मैं सिमुलेट करता हूं तो मुझे यह रिस्पांस मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉच बिल्कुल 375 GHz पर नहीं है जो यहां है इसलिए हमें लंबाई का ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है इसलिए आइसोलेटर पर जाएं ट्यून टूल को जोड़ा L क्वाड पर हिट करें फिर से ग्राफ पर जाएं ट्यूनर को इनेबल करें और चूंकि आप उच्च फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होने जा रहे हैं इससे पहले कि अब हम इसको एनालाइज करें हम लंबाई को धीरे धीरे कम कर देंगे तो यह पोर्ट 1 पोर्ट 2 है इसलिए S11 पोर्ट 1 पर रीटर्न लॉस है S22 पोर्ट 2 S22 में रीटर्न लॉस होगा पोर्ट 2 पर रीटर्न लॉस होगा और S21 पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के बीच आइसोलेशन है इसलिए हम यही देख रहे हैं मैं मार्कर को हिट करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी की जांच करूंगा जो वर्तमान में 38 है मैं हाँ यह बहुत अच्छा लग रहा है मैं इस लंबाई को फ्रीज करूंगा इसलिए आइसोलेशन लगभग 48 dB है और RF पोर्ट पर रिटर्न लॉस भी अच्छा है तो यह RF LO आइसोलेटर के डिजाइन को पूरा करता है अब हम मिक्सर बनाने के लिए इस चीजों को एक साथ जोड़ते हैं नया स्कीमैटिक कहे तो मिक्सर सब सर्किट ऐड करना है पहले हमारे पास RF LO आइसोलेटर होगा vlcsnap 2018 09 20 14h56m53s017 फिर मैं मैचिंग नेटवर्क के लिए जाऊंगा और फिर मैं डायोड का उपयोग करूंगा जो डायोड बायस है ठीक है अब RF और LO में हम हार्मोनिक पोर्ट ऐड करने जा रहे हैं क्योंकि हम डिवाइस के नॉन लीनियर भाग को सिम्युलेट करना चाहते हैं इसलिए पोर्ट पर जाएं हार्मोनिक बैलेंस को सिलेक्ट करें पोर्ट 1 को RF पोर्ट और पोर्ट 2 को IF पोर्ट होना चाहिए तो मैं IF के लिए एक नॉर्मल पोर्ट स्मॉल सिग्नल पोर्ट चुनूंगा और फिर मैं हार्मोनिक पोर्ट चुनूंगा जो LO के लिए पोर्ट 3 है अब इस विशेष प्रोजेक्ट मिक्सर के लिए फिर से मुझे सेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी के ऑप्शनों पर जाना होगा और इस भाग की जांच करनी होगी सिंगल पॉइंट कहना होगा और फ्रीक्वेंसी को 45 GHz पर सेट करना होगा क्योंकि यह RF फ्रीक्वेंसी है इस पर डबल क्लिक करें पोर्ट पर जाएं और टोन 2 कहें कि फ्रीक्वेंसी सेटिंग है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर दी है तो आप 35 GHz एंटर कर सकते हैं पावर वेरी होने जा रही है इसलिए मैंने इसे P LO एक्वेशन पर सेट किया है P LO हमें शुरू में 0 dBm कहने के लिए बराबर है और यह मेरा मिक्सर सर्किट है यह RF पोर्ट RF LO IF है मैं इसे सिम्युलेट करना चाहता हूं और पहले जांचना चाहता हूं कि आउटपुट स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है vlcsnap 2018 09 20 14h57m58s752 इसलिए मैं ग्राफ़ IF out ऐड करूँगा मेजरमेंट ऐड करें तो हमें नॉन लीनियर पावर पर जाना होगा और हमें हार्मोनिक डोमेन फ़्रीक्वेंसी डोमेन पावर Pharm पर क्लिक करना होगा सर्किट मिक्सर है हम आउटपुट को पोर्ट 2 पर देखना चाहते हैं और स्वीप फ्रिक्वेंसी 425 GHz dB होनी चाहिए अप्लाई करें ठीक है यदि आप सिम्युलेट करते हैं तो आप इसे देखते हैं यह हमारे मिक्सर का आउटपुट सही है ऐड मार्कर पर क्लिक करें यदि आप देखते हैं कि यह 05 GHz पर है जो कि हमारा डिजायर्ड IF है और ये विभिन्न स्पुरियस सिग्नल हैं इन पर आप देखते हैं कि ये लिकिंग RF और LO सिग्नल हैं अब रेंज काफी अधिक है तो मुझे बाईं अक्ष के लिए न्यूनतम अक्ष लिमिट को मॉडिफाई करने दें हम कहते हैं कि मैं इसे माइनस 100 पर रखता हूं और अधिकतम बता देता हूं कि 30 अप्लाई करें vlcsnap 2018 09 20 14h59m53s297 तो अभी अगर आप देखते हैं कि पावर IF पर 45 dBm है जो कि काफी कम है और हम IF आउटपुट पर LO पावर का प्रभाव देखने जा रहे हैं इसलिए ट्यून टूल पावर को ट्यून करें ग्राफ़ में जाएं ट्यूनर को इनेबल करें न्यूनतम मान है 0 अधिकतम है आइए हम 20 कहते हैं और अब यदि आप देखते हैं कि क्या आप LO पावर वेरी करते हैं तो IF पावर बढ़ जाती है जो हाई कन्वर्जन गेन या लो कन्वर्जन गेन को इनेबल करती है हम LO पॉवर पर एक स्वीप के साथ इसका अध्ययन करेंगे अब हम यहां पर सभी स्पुरियस सिग्नल को हटाने के लिए IF फिल्टर का उपयोग करेंगे vlcsnap 2018 09 23 19h09m20s47 इसके लिए हम एक टूल RFSim 99 का उपयोग करेंगे vlcsnap 2018 09 24 20h28m11s107 इसलिए टूल्स पर जाएं डिज़ाइन फ़िल्टर करें vlcsnap 2018 09 20 15h01m33s734 हम चैबीशेव फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे हम एक बैंड पास फ़िल्टर चाहते हैं पहला एलिमेंट सीरीज है सेंटर फ्रीक्वेंसी हमें 500 MHz की आवश्यकता होती है बैंडविड्थ 100 MHz है मैं आपको बताता हूं कि बैंडविड्थ कैसे चुना जाता है पोल की संख्या 3 01 dB रिप्पल कैलकुलेट आप देखते हैं कि ये मूल्य हैं फिर से स्कीमैटिक नए स्कीमैटिक IF फिल्टर क्रिएट एलिमेंट लम्प्ड इंडक्टर क्लोज्ड फॉर्म पर जाएं कैपेसिटर क्लोज्ड फॉर्म vlcsnap 2018 09 20 15h03m47s169 अब इंडक्टर के ये मूल्य 821 nH यह 821nH है अब इंडक्टर के ये मान 821nH हैं यह 821nH है कैपेसिटर 12 pF है 12 pF कॉपी पेस्ट शंट आर्म को ऐड करें इन्डकटेंस वैल्यू 28 nH है कैपेसिटर 365 पिको है और इन चीजों को दोहराना है ऐड पोर्ट्स ऐड ग्राफ SParam फ़िल्टर ऐड मेज़रमेंट लीनियर पोर्ट पैरामीटर पर जाएं S पैरामीटर सोर्स IF फ़िल्टर और S 11 dB अप्लाई करते हैं और S21 अप्लाई करते हैं ठीक हैं vlcsnap 2018 09 20 15h04m43s150 प्रोजेक्ट पर जाएं IF फ़िल्टर राइट क्लिक करें राइट क्लिक ऑप्शन अनचेक करें इसे अनचेक करें आप हमें 11 GHz कहने के लिए 01 से रिस्पांस देखना चाहते हैं 001 होने के लिए स्टेप 101 पॉइंट अप्लाई करते हैं सिम्युलेट करते हैं आप देखते हैं कि यह फ़िल्टर रिस्पांस है ऐड मार्कर यह ऐड 05 GHz है आपको लगभग 01 dB का इंसर्शन लॉस मिलता है और यदि आप 1 GHz पर एक और वर्कर ऐड करते हैं जो लगभग 48 dB का एटीन्यूएशन है जो 1 GHz पर प्राप्त होता है जो आवश्यक है क्योंकि यदि आप आउटपुट पर देखते हैं तो यह है सिग्नल जो IF के सबसे करीब है जो 1 GHz है ठीक है हम इस सिग्नल को काफी हद तक ठीक करना चाहते हैं तो यह मेरा IF फिल्टर है जिसे मैं अपने मिक्सर सर्किट में ऐड करने जा रहा हूं इसलिए मैं इसे स्ट्रेच करूंगा vlcsnap 2018 09 20 15h05m57s419 ऐड सब सर्किट IF फ़िल्टर ठीक है तो मैं इसे यहां ऐड करूँगा इसे सेव करें अगर मैं फिर से सिम्युलेट करता हूं तो मैं IF आउट देखता हूं vlcsnap 2018 09 20 15h06m54s754 अब हम देखते हैं कि IF सिग्नल 1336 dBm माइनस 1336 dBm पर है और सभी स्पूरियस सिग्नल को काफी हद तक हटा दिया गया है अच्छा है अब हम उस कन्वर्शन परफॉर्मेंस को देखेंगे जो हमें मिक्सर में जाने देता है आइए हम 0 स्टॉप से 20 स्टेप साइज 4 शुरू होने वाले LO पावर के लिए स्वीप वैरिएबल को ऐड करें ओके इसे यहाँ रखें और हमें RF पावर को माइनस 10 dBm पर रखें अब नया ग्राफ ऐड करें कनवर्ज़न लॉस क्रिएट एड न्यू मेजरमेंट नॉन लीनियर जाएं पावर LSS पर जाएँ और हार्मोनिक पर स्मॉल लार्ज सिग्नल S पैरामीटर सर्किट चुनें मिक्सर से पोर्ट पोर्ट 2 IF पोर्ट है पोर्ट से पोर्ट 1 है हार्मोनिक पोर्ट 2 पर 05 है और हार्मोनिक पोर्ट 1 पर 425 है स्वीप फ्रीक्वेंसी 425 और वेरिएबल का उपयोग एक्स अक्ष के लिए है ठीक है vlcsnap 2018 09 20 15h07m56s399 और मैं फिर से सिम्युलेट करता हूं मैं देखता हूं कि यह मेरा कन्वर्जन लॉस परफॉर्मेंस है यदि मैं मार्कर ऐड करता हूं और मैंने इसे अधिकतम मूल्य पर सेट किया है मैं देखता हूं कि 8 dBm की LO पावर पर न्यूनतम कन्वर्जन लॉस प्राप्त होती है तो यह अब तक तैयार किए गए मिक्सर का एक कन्वर्जेंट लॉस परफॉर्मेंस है हम मानते हैं कि कम LO पावर लेवल पर कन्वर्जन लॉस बहुत अधिक है यह LO पावर बढ़ने और 8 dBm की ऑप्टिमम LO पावर पर कम होती है लगभग 1277 dB का कन्वर्जन लॉस होता है यदि हम आगे LO पावर बढ़ाते हैं तो कन्वर्जन लॉस कम हो जाती है आगे हम आइसोलेशन परफॉर्मेंस देखेंगे उसके लिए हम एक नया ग्राफ बनाएंगे हम एक ही मिक्सर सर्किट का उपयोग करेंगे हम कहेंगे आइसोलेशन रेक्टेंगुलर क्रिएट एड न्यू मेजरमेंट नॉन लीनियर पावर LSSnm बनाएं और इस मामले में हम देखना चाहते हैं कि RF पोर्ट जो पोर्ट 1 है से LO पोर्ट है जो पोर्ट 3 है पोर्ट 1 पर हम यह देखना चाहते हैं कि LO पावर क्या है इसलिए जिस हार्मोनिक को चुना जाना आवश्यक है वह है 0 1 इसलिए 375 GHz LO पावर है और पोर्ट 3 पर हमारे पास समान हार्मोनिक होना चाहिए जो 375 GHz है और हम अलग अलग LO पावर लेवल के लिए स्वीप करते हैं हम अप्लाई करते हैं हम भी IF पोर्ट और LO पोर्ट के बीच आइसोलेशन को देखना चाहते हैं vlcsnap 2018 09 20 15h08m47s476 यदि आप इस को सिम्युलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि पिंक कर्व जो LO है यदि आइसोलेशन काफी अच्छा है जो 90 dB से अधिक है जबकि LO और RF पोर्ट के बीच का आइसोलेशन 10 dB से अधिक है और यह हमें अधिकतम मूल्य प्रदान करता है आइए हम न्यूनतम 8 dBm LO पावर को फिर से देखें तो फिर से यह LO और RF पोर्ट के बीच अधिकतम आइसोलेशन के लिए ऑप्टिमम LO पावर है फिर से ये लार्ज सिग्नल सिमुलेशन हैं यह महत्वपूर्ण है कि हम लार्ज सिग्नल एनालिसिस का उपयोग करके इस को सिम्युलेट करें अगला हम नॉइस फिगर पर जाएंगे इसके लिए हमें एक नॉइस फिगर टेस्ट बेंच बनाना होगा तो स्कीमैटिक पर जाएं नए स्कीमैटिक नॉइस फिगर टेस्ट बेंच पर राइट क्लिक करें और इस मामले में मैं सब मिक्सर के रूप में पूरे मिक्सर सर्किट का उपयोग करूंगा vlcsnap 2018 09 20 15h09m56s593 बेहतर है कि हम पोर्ट का नाम दें ताकि हम गलत तरीके से पोर्ट को न जोड़ें तो पोर्ट 1 RF है इस पोर्ट को RF नाम दें ओके पोर्ट 3 LO है यह नाम LO और पोर्ट 2 IF है इसे IF नाम दें ओके तो NF टेस्ट बेंच में अब अगर आप RF LO और IF देखें नॉइस फिगर सिमुलेशन के लिए RF पोर्ट को एक स्मॉल सिग्नल पोर्ट के रूप में माना जाता है तो आप एक सिंपल स्मॉल सिग्नल पोर्ट को कनेक्ट करते हैं RF LO को एक लार्ज सिग्नल पोर्ट माना जाता है इसलिए हम LO के लिए हार्मोनिक पोर्ट का उपयोग करते हैं इसलिए मैं इस पोर्ट को कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा IF फिर से स्मॉल सिग्नल पोर्ट है ठीक है अब नॉइस फिगर एनालिसिस के लिए हमें एक कंपोनेंट ऐड करना होगा एलिमेंट पर जाएं मेजरिंग डिवाइस कंट्रोल के लिए जाएं और इसलिए इसे ड्रैग करें कॉम्पोनेंट NL नॉइस देखें हमें नॉइस फिगर एनालिसिस के लिए इस नॉइस कॉम्पोनेन्ट को ऐड करना होगा तो पोर्ट टू पोर्ट 2 है जो IF पोर्ट है पोर्ट 1 पोर्ट है जो RF पोर्ट है इसलिए RF से IF तक नॉइस ऐड जा रहा है जो सही है अब हमें NF स्टार्ट और NF एंड के उपयुक्त मान सेट करने होंगे और ये मान RF बैंडविड्थ के अनुरूप होंगे मान लें कि RF सिग्नल सेंटर 425 GHz पर 100 MHz के बैंडविड्थ के रूप में है तो IF 045 GHz से 055 GHz तक है तो NF स्टार्ट मैं इसे 245 और NF एंड सेट करूंगा मैं इसे 255 सेट करूंगा और मैं 10 स्टेप का उपयोग करूंगा एक बार यह हो जाने के बाद हमें प्लो को डिफाइन करना होगा तोएड एक्वेशन प्लो 0 के बराबर और LO पावर लेवल के लिए मीन स्वीप पर 0 से 20 से 4 के 20 स्टेप में है अब नॉइस फिगर देखने के लिए हम रेक्टेंगुलर टाइप के NF टेस्ट बेंच का एक नया ग्राफ क्रिएट करेंगे आपको इसे 1 टोन पर सेट करना होगा और प्रोजेक्ट ऑप्शनों में डिफ़ॉल्ट को अनचेक करना होगा सिंगल पॉइंट सेट करना होगा और फ्रीक्वेंसी को 375 के रूप में सेट करना होगा vlcsnap 2018 09 20 15h11m04s459 अब अगर आप यहां एड न्यू मेजरमेंट करते हैं तो NF टेस्ट बेंच नॉइस चुनें नॉइस फिगर SSB और आप देखते हैं कि सोर्स NF टेस्ट बेंच आउटपुट है लार्ज सिग्नल हार्मोनिक जो कि 0 है इनपुट लार्ज सिग्नल हार्मोनिक के रूप में 1 है अपर आपको इसे अनचेक करना होगा स्वीप फ्रीक्वेंसी आपको 375 GHz पर सेट करना होगा और एक्स अक्ष का उपयोग स्वीपिंग LO पावर लेवल के रूप में करना होगा यदि आप ठीक अप्लाई करते हैं और यदि आप सिम्युलेट करते हैं तो आपको यह परफॉर्मेंस नॉइस फिगर के लिए मिलता है तो यह विभिन्न LO पावर लेवल के अगेंस्ट नॉइस फिगर परफॉर्मेंस है हम मार्कर ऐड करेंगे और हम न्यूनतम नॉइस फिगर की जांच करेंगे जो 59 dB है और जो उसी LO पावर पर होता है जिस पर हमें सबसे अच्छा आइसोलेशन और सबसे अच्छा कन्वर्जन लॉस होता है तो यह 8 dBm का LO पावर है जो हमें न्यूनतम नॉइस फिगर अधिकतम आइसोलेशन और न्यूनतम कन्वर्जन लॉस देता है तो यह हमारा अंतिम मिक्सर सर्किट है हमारे पास एक RF LO आइसोलेटर सर्किट है जहां LO और RF अप्लाई होते हैं हमारे पास RF इनपुट मैचिंग नेटवर्क है यह डायोड हैं जो एप्रोप्रियेट बाइसिंग पॉइंट पर बायस्ड हैं और उसके बाद हमारे पास एक रिस्पांस है जो कि स्पुरियस रिस्पांस को कम करने के लिए और पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक केवल IF फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करने के लिए है पोर्ट 2 में हम IF आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं ओके vlcsnap 2018 09 20 15h11m59s283 इसलिए हमने मिक्सर डिजाइन को पूरा किया और नोट्स में हम परफॉर्मेंस को ऐड कर सकते हैं इसलिए कन्वर्जन लॉस लगभग 127 dB थी हमारे पास लगभग 20 dB के बराबर LO RF आइसोलेशन था लगभग 90 dB का LO IF आइसोलेशन और हमें लगभग 6 dB का एक नॉइस फिगर मिला और इन सभी चीजों को 8 dBm के LO पावर लेवल पर प्राप्त किया जाता है तो यह एक CAD टूल का उपयोग करके सिंगल डायोड मिक्सर के हमारे डिजाइन को पूरा करता है जो नेशनल इंस्ट्रूमेंट NI AWR डिजाइन प्लेटफॉर्म है हमने अध्ययन किया कि डायोड को कैसे बनाया जाए डायोड को बायस कैसे करें विल्किंसन पावर डिवाइडर जैसे विभिन्न पैसिव सर्किटों को कैसे डिज़ाइन किया जाए या आप कपलर का भी उपयोग कर सकते हैं हमने इस टूल का उपयोग करके मैचिंग नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन किया जाए इसका अध्ययन किया हमने अध्ययन किया कि IF फिल्टर को कैसे डिजाइन किया जाए और इन सभी कॉम्पोनेन्टों को अंतिम सर्किट में कैसे कंबाइन किया जाए और फिर हमने विभिन्न परफॉर्मेंस का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन पैरामीटर का उपयोग करने का भी अध्ययन किया जो कि कन्वर्जन लॉस्ट परफॉर्मेंस नॉइस फिगर परफॉर्मेंस या आइसोलेशन परफॉर्मेंस है इसके साथ ही हम यहां रुकेंगे धन्यवाद